आप सभी को शुभ दोपहर अब हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल के कुछ अन्य पहलुओं को शुरू करते हैं हम पहले देखेंगे कि परियोजना की प्रगति के विवरण को कैसे एकत्र किया जाए फिर हम एक विशेष तकनीकी को पार्षइल कंप्लीशन रिपोर्टिंग के रूप में देखेंगे फिर हम परियोजना की समीक्षा के बारे में देखेंगे इसलिए प्रगति विवरण के बारे में डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है आपके द्वारा की गई उपलब्धियां हो सकती हैं परियोजना वगैरह में जो लागतें आई हैं हमें इन विवरणों के संबंध में डेटा एकत्र करना होगा लेकिन एक बड़ी समस्या है पार्षइल कंप्लीशन से कैसे निपटा जाए इसका मतलब है 99 प्रतिशत कंप्लीशन सिंड्रोम इसलिए कुछ गतिविधियाँ जो हैं वे हमेशा होती हैं जब हम 99 प्रतिशत पूरा देखेंगे अभी भी 1 प्रतिशत शेष है तो इन पार्षइल रूप से पूर्ण होने वाली समस्याओं से कैसे निपटें इन समस्याओं के कुछ संभावित समाधान हैं नंबर एक हमें प्रोडक्टस को कंट्रोल करना है प्रोडक्टस को नियंत्रित करना है हमें प्रोडक्टस को नियंत्रित करना चाहिए न कि गतिविधियों को हमें प्रोडक्ट पर नियंत्रण करना चाहिए न कि गतिविधियों पर इसी तरह यदि बड़ी जटिल गतिविधियाँ हैं तो हमें इन जटिल गतिविधियों को कई उप गतिविधियों में विभाजित करना चाहिए अब देखते हैं कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए आम तौर पर मैनेजरस को लंबी गतिविधियों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए 1 या 2 सप्ताह की अवधि के अधिक नियंत्रणीय कार्यों में कॉन्प्लेक्स एक्टिविटीज फिर भी पार्षइल कंप्लीटेड एक्टिविटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आवश्यक होगा इसका मतलब है जो गतिविधियाँ पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं वे पार्षइल रूप से पूरी हो चुकी हैं हमें इन गतिविधियों के बारे में डेटा एकत्र करना चाहिए विशेष रूप से हमें पूर्वानुमान के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए कि अभी भी कितना काम बाकी है जिसे पूरा करना है लेकिन इस तरह के पूर्वानुमानों को पहले से सटीक रूप से बनाना बहुत मुश्किल है इसलिए जहां प्रोडक्टस की एक श्रृंखला है पार्षइल एक्टिविटी पूरी होने का अनुमान लगाना आसान है इसलिए जहां उत्पादों की एक श्रृंखला है तो गतिविधि का पार्षइल कंप्लीशन अनुमान लगाने में आसानी होगी अब हम उदाहरण के लिए रिकॉर्ड किए गए विनिर्देशों या स्क्रीन लेआउट की संख्या को देखते हैं यह प्रगति का एक उचित उपाय प्रदान कर सकता है इसलिए यदि आप गिन सकते हैं कि रिकॉर्ड की कुल संख्या क्या है और आपने कितने रिकॉर्ड निर्दिष्ट किए हैं रिकॉर्ड विनिर्देशों की संख्या की गिनती या स्क्रीन लेआउट की कुल संख्या क्या है और आपने अब तक कितने का उत्पादन किया है वे चीजें भी प्रगति का एक उचित उपाय दे सकती हैं लेकिन कुछ मामलों में मध्यवर्ती उत्पादों को निष्क्रियता माइलस्टोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो कुछ मामलों में कुछ मध्यवर्ती उत्पादों को निष्क्रियता माइलस्टोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उदाहरण के लिए किसी प्रोग्राम का पहला सफल संकलन भले ही वह पूरा न हो लेकिन पहली बार किसी प्रोग्राम का पहला सफल संकलन जो एक इंटरमीडिएट है उसका क्या परिणाम माना जा सकता है इसे माइलस्टोन भी माना जा सकता है भले ही यह अंतिम उत्पाद नहीं है यह एक मध्यवर्ती उत्पाद है लेकिन इसे एक माइलस्टोन माना जा सकता है तो अब हम पार्षइल कंप्लीशन के बारे में देखते हैं हमें आंशिक रूप से पूर्ण की गई गतिविधियों के बारे में डेटा एकत्र करना होगा हमें स्थिति की रिपोर्ट करनी होगी कई संगठन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं कई संगठन हैं वे व्यक्तिगत कार्य के लिए समय रोकने के लिए साप्ताहिक टाइमशीट के साथ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं तो वे एक टाइमशीट साप्ताहिक टाइमशीट जैसे कुछ का उपयोग करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चार्ज क्या होगावह वेतन क्या होगा जो कर्मचारियों को साप्ताहिक आधार पर दिया जाना है कर्मचारियों के लिए बुक किया गया समय या परियोजना के लिए किए गए कार्य और परियोजना के लिए शुल्क को इंगित करता है किसी प्रोजेक्ट के लिए बुक किए गए स्टाफ का समय यह कर्मचारियों द्वारा किए गए काम और परियोजना के लिए लगाए जाने वाले शुल्कों को इंगित करेगा लेकिन यह प्रोजेक्ट मैनेजर को यह नहीं बताता है कि क्या उत्पादन किया गया है या कार्य शेड्यूल पर है या नहीं यह साप्ताहिक समयसीमा यह इस बारे में कोई जानकारी नहीं देगी कि क्या उत्पादन किया गया है या क्या किया गया है या कार्य या शेडूल में है या नहींइसीलिए इसे अपनाना आम है या हम प्रोजेक्ट कंट्रोल की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा अकाउंटिंग डेटा कलेक्शन सिस्टम को बढ़ा सकते हैं हमें मौजूदा अकाउंटिंग डेटा कलेक्शन सिस्टम को इनहैंस या एक्सटेंड करना चाहिए तो हम देखते हैं कि ये साप्ताहिक टाइमशीट कैसे दिखती हैं साप्ताहिक टाइमशीट को अक्सर नौकरी या कार्य को तोड़ने नौकरियों या कार्य को गतिविधि स्तर पर ठीक करने के लिए अपनाया जाता है इसलिए टाइमशैट्स में वे कौन से कार्य या कार्य हैं जो गतिविधि स्तर तक टूट गए हैं और उन्हें बिताए गए समय के अतिरिक्त काम के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है तो हम भी वे भी इसलिए इसमें उस कार्य के बारे में भी जानकारी की आवश्यकता होती है जो समय के अलावा किया गया है तो अगली स्लाइड में आप एक साप्ताहिक टाइमशीट का उदाहरण देखेंगे जहाँ हम देख सकते हैं कि यह उदाहरण यह आंकड़ा हम इस साप्ताहिक टाइमशीट का एक उदाहरण देखेंगे तो यहाँ जो दिखाया जा रहा है इसलिए यह आंकड़ा एक रिपोर्ट फॉर्म का उदाहरण दिखाता है जिसमें संभावना के बारे में जानकारी मांगी गई है कि क्या कमी है पूर्ण होने की तारीखों के साथ साथ पूर्णता के अनुमानों की संभावना क्या है आप देख सकते हैं कि टाइमशीट में स्टाफ का नाम क्या है जिसके लिए आप किस सप्ताह तैयारी कर रहे हैं फिर मुख्य रूप से दो प्रकार के शुल्क होते हैं रिचार्जेबल घंटे और नॉन रिचार्जेबल घंटे फिर किन परियोजनाओं के लिए उन्होंने काम किया हैफिर उसने जो गतिविधियाँ की हैं उसके अनुरूप गतिविधि कोड और वगैरह की कोडिंग और दस्तावेजीकरण जैसी गतिविधियों का विवरण फिर इस सप्ताह में उसने इस गतिविधि के लिए कितने घंटे काम किया है आदि जैसे कोडिंग गतिविधि में उन्होंने 12 घंटे बिताए हैं इससे यह भी पता चलता है कि काम पूरा होने का प्रतिशत क्या है 30 प्रतिशत पूरा हो गया है और शेड्यूल पूरा होने का समय 24 अप्रैल है लेकिन अनुमानित 24 अप्रैल को पूरा होने का क्या मतलब है लेकिन अगले गतिविधि दस्तावेज के लिए उन्होंने 20 घंटे काम किया और प्रतिशत 90 घंटे पूरा किया परिणामस्वरूप निर्धारित 6 अप्रैल को पूरा हो गया था लेकिन यह देखा गया कि इसका अनुमान 2 दिन पहले लगाया जाएगा इसलिए यह 4 अप्रैल है क्योंकि 90 प्रतिशत काम हो चुका है और यह होगा ताकि कुल रिचार्ज घंटे 32 हो कुछ गैर रिचार्जेबल घंटे हैं क्योंकि उसने झूठ या कुछ और किया है इसलिए 8 सप्ताह इस 8 घंटेयह वही है जो आप कह सकते हैं कि यह गैर रिचार्जेबल है तो अब यह रिचार्जेबल घंटा 32 है यदि आप प्रति घंटे जानते हैं कि कीमत 32 से क्या गुणा होती है इसका मतलब है कि आपको जॉन स्मिथ को कितनी राशि देनी है तो यह एक समय पत्रक की तरह दिखता है अन्य रिपोर्टिंग टेम्प्लेट भी संभव हैं जो लोग उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए प्रतिशत के अनुमान को पूरा करने के बजाय कुछ प्रबंधक घंटों की संख्या के लिए पूछने की तैयारी कर सकते हैं पहले से ही कार्य पर काम कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं और कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं जैसे यहां आपका कहना है कि 30 प्रतिशत पूरा हो गया है इसलिए 70 प्रतिशत बचा है और 90 प्रतिशत पूरा हो गया है 30 प्रतिशत बाकी है यह पूछने के बजाय कि प्रबंधक घंटों के संदर्भ में पूछ सकता हैआपने कितने घंटे बिताए हैं और कार्यों को पूरा करने के लिए अभी भी कितने घंटे की आवश्यकता है ये इस रिपोर्टिंग विधि के विकल्प हैं यह टाइमशीट या यह साप्ताहिक टाइमशीट फ़ॉर्म है ये ऐसे विकल्प हैं जो एक और विकल्प हो सकते हैं अब इस आंशिक रूप से पूर्ण होने वाले रिपोर्टिंग पहलू के लिए हमें एक विशेष तकनीक को पढ़े जाने वाले एम्बर ग्रीन रिपोर्टिंग विधि के लिए देखें आंशिक रूप से पूर्ण रिपोर्टिंग पर आपत्तियों पर काबू पाने का एक लोकप्रिय तरीका अनुमानित समापन तिथियों के लिए पूछने से बचना है इसलिए हम अनुमानित पूर्ण तिथियों को पूछने से बच सकते हैं लेकिन हम योजना के लक्ष्य तिथि को पूरा करने की संभावना के बारे में टीम के सदस्यों से पूछ सकते हैं क्या संभावना है क्या संभावना है या योजना लक्ष्य तिथि को पूरा करने की संभावना क्या है तो ऐसा करने का एक तरीका ट्रैफिक लाइट विधि का उपयोग करना है जैसा कि आप ट्रैफिक लाइट में जानते हैं कि वहां तीन लाइट हैं लाल हरे और एम्बर या पीले इसलिए आंशिक रूप से पूर्ण रिपोर्टिंग की समस्याओं पर काबू पाने के लिए उन प्रकार की चीजों का भी उपयोग यहां किया जाता है तो यह दृष्टिकोण निम्नानुसार काम करता है इस तरह से चरणों का पालन किया जाता है पहला चरण यह पहचानना है कि की एलिमेंट्स क्या हैं या काम के टुकड़े में मूल्यांकन के लिए पहले स्तर के तत्व क्या हैं फिर इन प्रमुख तत्वों को तोड़ें जो उच्च स्तर या कुछ घटक तत्वों में पहले स्तर पर हैं हम उन्हें दूसरे स्तर के तत्वों के रूप में कहेंगे अब हमें इन तीन रंगों के पैमाने पर दूसरे स्तर के तत्वों में से प्रत्येक का आकलन करना होगा लक्ष्य के लिए हरे रंग का एक रंग है इसका मतलब है गतिविधि लक्ष्य पर है तो कोई समस्या नहीं तो दूसरा एक एम्बर है यह लक्ष्य पर नहीं है वर्तमान में यह गतिविधि लक्ष्य पर नहीं है लेकिन यह पुनर्प्राप्त करने योग्य है यदि हम कुछ सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं हम लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और अंतिम अंतिम रंग लाल है जो इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि अभी लक्ष्य पर नहीं है और केवल कठिनाई के साथ पुनर्प्राप्त करने योग्य है यदि हम अधिक प्रयास करेंगे तो इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इसे कठिनाई के साथ पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तो ये इस तरह से हैं कि हम तीन रंग पैमाने पर इन पर प्रत्येक दूसरे स्तर के तत्वों का आकलन कर सकते हैं फिर प्रत्येक दूसरे स्तर के तत्वों का आकलन करने के बाद हमें पहले स्तर के मूल्यांकन पर पहुंचने के लिए दूसरे स्तर के सभी मूल्यांकन की रिव्यू करनी चाहिए और फिर हमें समग्र मूल्यांकन का उत्पादन करने के लिए पहले स्तर और दूसरे स्तर के मूल्यांकन की रिव्यू करनी होगी इसका मतलब है परियोजना के लिए समग्र मूल्यांकन तो यह है कि हम पार्षइल कंप्लीशन रिपोर्टिंग की कुछ समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं सभी गतिविधियों के लिए मूल्यांकन रूपों के पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना की समग्र स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक आधार के रूप में इनका उपयोग करता है जैसा कि मैंने आपको क्रिटिकल एक्टिविटी में बताया है आम तौर पर इसे एम्बर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या लाल को आगे के विचार की आवश्यकता होगी जब तक यह हरा है कोई समस्या नहीं यह समय सीमा को पूरा कर सकता है यह लक्ष्य को पूरा कर सकता हैलेकिन किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि को एम्बर या लाल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है आगे की रिपोर्ट पर विचार करने की आवश्यकता होती है और अक्सर परियोजना शेडूल में संशोधन होता है इस मामले में हमें प्रोजेक्ट शेडूल में संशोधन करना पड़ सकता है Non critical एक्टिविटी को एक समस्या के रूप में माना जाता है यदि उन्हें लाल रंग में वर्गीकृत किया जाता है तो इसलिए यदि non critical गतिविधियां महत्वपूर्ण गतिविधियों को एम्बर या लाल देखें तो हमें पुनर्विचार करना होगा हमारे पास हो सकता है हमें एक प्रोजेक्ट शेडूल को संशोधित करना पड़ सकता है लेकिन non critical गतिविधियां यदि वे हरे या एम्बर हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन यदि वे लाल हैं तो समस्याएं भी हो सकती हैं तो इस मामले में हमें क्या करना है हमें योजना को संशोधित करना होगा क्योंकि वे फ्लोट हैं वे स्वतंत्र हैं या slack समय का उपभोग किया जा सकता है इसलिए कुछ समय बाद उन्हें महत्वपूर्ण गतिविधियों के रूप में कहा जा सकता है इसलिए Non critical एक्टिविटी को भी एक समस्या के रूप में माना जा सकता है अगर उन्हें लाल रंग में वर्गीकृत किया जाए खासकर यदि वे float कर रहे हैं या slack टाइम हैं तो बहुत कम है और निकट भविष्य में खपत होने की संभावना है ताकि फिर से वे महत्वपूर्ण में परिवर्तित हो जाएं और फिर टारगेट लाइंस को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें परियोजना को लाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी ताकि परियोजना को सही समय पर निर्धारित किया जा सके यह एक सैंपल ट्रैफिक लाइट मूल्यांकन है जिसे आप यहां देख सकते हैं तो यह है कि कर्मचारियों का नाम जस्टिन और संदर्भ संख्या कहता है कि कौन सी परियोजना C के कोड और परीक्षण मॉड्यूल की गतिविधियां हैं ये सप्ताह संख्या 13 14 18 वगैरह हैं आप इसे देख सकते हैं आइए हम देखते हैं कि पहला घटक स्क्रीन हैंडलिंग प्रक्रिया है आप इसे हरे रंग में देख सकते हैं और अद्यतन प्रक्रिया भी हरे रंग में दर्ज कर सकते हैं इसलिए ये सभी हरे हैं तो हम कह सकते हैं कि गतिविधि का सारांश 13 वें सप्ताह के अंत में है लेकिन 14 वें सप्ताह के अंत में यह स्क्रीन हैंडलिंग प्रक्रिया एम्बर है इसका मतलब है क्या एम्बर का मतलब है कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं एम्बर का मतलब यह लक्ष्य पर नहीं है लेकिन यह पुनर्प्राप्त करने योग्य है तो यह दर्शाता है कि यह एम्बर है इसलिए इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है लेकिन फ़ाइल अपडेट प्रक्रियाएं लाल हैं फिर से ये हरे हैं और प्रोग्राम प्रलेखन एम्बर हैं तो समग्र मूल्यांकन यह है कि यह है क्षमा करें यह इस मामले में समग्र मूल्यांकन है 14 के अंत में यह एम्बर है इसी तरह 15 के अंत में 15 वें सप्ताह के अंत में आप अलग अलग मूल्यों के हरे एम्बर या लाल रंग के विभिन्न घटकों को देख सकते हैं तदनुसार एक्टिविटी सारांश का मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि A के रूप में मूल्यांकन किया गया है और इसके लिए आप देखते हैं कि मुख्य चीजों में से एक संकलन क्या है यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है यह लाल है कार्यक्रम प्रलेखन भी लाल है इसलिए 16 वें सप्ताह के अंत में परिणामस्वरूप एक्टिविटी समरी का मूल्यांकन लाल रंग के रूप में किया जाता है इसका मतलब है अब हमें कुछ करना होगा अन्यथा यह किस शेड्यूल से आगे बढ़ेगा इसलिए हमें कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी ताकि हम वापस लौट सकें हम टॉरगेट लाइंस को पूरा कर सकते हैं लेकिन बहुत कठिनाई के साथ यह लाल एम्बर हरे रंग की तराजू पर आधारित सैंपल लाइट मूल्यांकन कैसे काम करता है फिर हम समीक्षा के रूप में एक और महत्वपूर्ण तकनीक लेंगे इसलिए एक प्रबंधक के दृष्टिकोण से कार्य उत्पादों की समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है यह परियोजना की प्रगति की निगरानी और काम के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है प्रत्येक परियोजना बड़ी संख्या में कार्य उत्पादों पर इटरेशंस के माध्यम से विकसित हुई काम के उत्पाद क्या हो सकते हैं कार्य उत्पादों के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट प्लान डॉक्यूमेंट कोड डॉक्यूमेंट टेस्ट प्लान वगैरह हो सकते हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक कार्य उत्पाद में बड़ी संख्या में डिफेक्टस हो सकते हैं क्योंकि मानव इस चीज को तैयार कर रहा है इसलिए संभावना है कि प्रत्येक उत्पाद में विकास टीम द्वारा की गई गलतियों के कारण बड़ी संख्या में डिफेक्ट हो सकते हैं जो सदस्य मनुष्य हैं यही कारण है कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी के उत्पाद का एहसास करने के लिए इस काम के उत्पादों में कई डिफेक्टस को खत्म करना आवश्यक है टेस्टिंग एक प्रभावी डिफेक्ट रिमूवल मेकैनिज्म है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन हालाँकि टेस्टिंग केवल एग्जीक्यूटेबल कोड पर लागू होता है इन आवश्यकताओं डॉक्यूमेंटस या डिजाइन डॉक्यूमेंटस के लिए इस परीक्षण को लागू करना बहुत मुश्किल है तो नॉन एग्जीक्यूटेबल कार्य उत्पाद जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटस डिज़ाइन डॉक्यूमेंटस से डिफेक्ट कैसे हटाया जा सकता है तो इस रिव्यू के लिए बहुत आसान होने के लिए यह इन डिफेक्टस को दूर करने के लिए एक उपयोगी तकनीक है इसलिए कोड सहित सभी कार्य उत्पादों से डिफेक्टस को दूर करने के लिए रिव्यू एक बहुत प्रभावी तकनीक है वास्तव में टेस्टिंग की तुलना में डिफेक्टस को दूर करने के लिए रिव्यू को अधिक कॉस्ट इफेक्टिव माना गया है प्रारंभिक रिव्यू तकनीकों पर उन्होंने कोड पर ध्यान केंद्रित किया और व्यवस्थित रिव्यू तकनीकों को इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रिव्यू तकनीक बेहद लोकप्रिय हो गई है और अन्य काम उत्पादों के साथ भी उपयोग के लिए सामान्यीकृत किया गया है यह एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव डिफेक्ट रिमूवल मेकैनिज्म है रिव्यू आमतौर पर किसके लिए मदद करती है रिव्यू आम तौर पर सॉफ्टवेयर के रखरखाव को प्रभावित करने वाले मुद्दों सहित मानकों से किसी भी विचलन की पहचान करने में मदद करती है इसलिए कुछ और इसलिए रिव्यू के लिए इसका उपयोग दिए गए मानकों से किसी भी विचलन को पहचानने में मदद के लिए किया जा सकता है रिव्यूअर कार्य उत्पाद को बेहतर बनाने के तरीके सुझाते हैं जैसे कि उपयोग करना ये रिव्यू से जुड़े व्यक्ति हैं आमतौर पर हम उन्हें रिव्यूअर कहते हैं रिव्यूअर कार्य उत्पाद की क्वालिटी में सुधार के लिए अलग अलग तरीके सुझाते हैं जैसे कि कुशल एल्गोरिदम का उपयोग करना जो विशिष्ट कार्य सरलीकरण का उपयोग करके अधिक टाइम और स्पेस बचाते हैं जिन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी के अवसरों का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है इसलिए ये रिव्यूअर रिव्यू प्रक्रिया के दौरान सुझाव दे सकते हैं और उत्पाद की क्वालिटी में सुधार हो सकता है डिफेक्ट पहचान के अलावा एक रिव्यू बैठक न केवल कार्य उत्पाद के लेखक को सीखने के अवसर प्रदान करती है बल्कि रिव्यू बैठक के अन्य प्रतिभागियों को भी यह अच्छे अनुभव दे सकती है यह आपको अच्छे सबक दे सकती है इसलिए जो सबक एक रिव्यू बैठक से हासिल किए जाते हैं वे प्रतिभागियों को इसी प्रकार के डिफेक्ट से बचने की अनुमति देंगे जब निकट भविष्य में इसी प्रकार की परियोजनाएं आएंगी रिव्यू प्रतिभागियों को कार्य उत्पाद की अच्छी समझ प्राप्त होती है जिसकी रिव्यू की जा रही है जिससे उनके लिए अन्य घटकों के साथ अपने काम में इंटरफ़ेस या इंटरफ़ेस का उपयोग करना आसान हो जाता है तो अब हम उम्मीदवारों को रिव्यू के लिए काम के उत्पाद देखते हैं किन चीजों का रिव्यू किया जा सकता है इसलिए सभी अंतरिम और अंतिम कार्य उत्पाद आमतौर पर रिव्यू के लिए उम्मीदवार हैं उनका रिव्यू किया जा सकता है आमतौर पर रिव्यू के लिए उपयुक्त उम्मीदवार माने जाने वाले कार्य उत्पाद इस प्रकार हैं आइए देखते हैं कि कौन से कार्य उत्पाद हैं रिव्यू के लिए कौन से उत्पाद भेजे जा सकते हैं तो यह हो सकते हैं SRS डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंटस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटस यूजर इंटरफ़ेस स्पेसिफिकेशन डिजाइन डॉक्यूमेंटस की तरह फिर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन डॉक्यूमेंटस जैसे कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स टेस्ट प्लान्स और जो टेस्ट केस डिजाइन किए गए हैं फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान उन सभी चीजों की रिव्यू की जा सकती है ये रिव्यू के लिए संभावित उम्मीदवार हैं अब आइए देखें कि रिव्यू भूमिकाएं क्या हैं रिव्यू के दौरान कौन से व्यक्ति जुड़े हैं और रिव्यू प्रक्रिया के दौरान कौन सी भूमिकाएँ दी गई हैं प्रत्येक रिव्यू बैठक में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं समीक्षा दल के सदस्यों को सौंपी जानी चाहिए तो रिव्यूअर में से कुछ हैं ये भूमिकाएं मॉडरेटर रिकॉर्डर और रिव्यूअर हैं इसलिए कुछ एक कार्य उत्पाद के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर एक व्यक्ति को मॉडरेटर के रूप में असाइन करेगा शायद एक व्यक्ति को रिकॉर्डर के रूप में और ऐसे व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है जिन्हें वे रिव्यूअर के रूप में नामित करेंगे तो आइए देखें कि मॉडरेटर की भूमिका क्या होगी वह क्या करेगा मॉडरेटर की नौकरी क्या है मध्यस्थ वह रिव्यू प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रमुख जिम्मेदारी नौकरी संचालक इसमें विभिन्न बैठकों को समयबद्ध करना और बुलाना रिव्यूअर को रिव्यू सामग्री वितरित करना रिव्यू सत्रों को अग्रणी और व्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना कि डिफेक्ट को बंद करने के लिए ट्रैक किया जाता है तो ये हैं इसका मतलब है जो भी सुझाव उन्हें दिए गए हैं वे ठीक हैं इसलिए वह सुनिश्चित करता है कि डिफेक्ट को बंद करने के लिए ट्रैक किया गया है तो ये मॉडरेटर की जिम्मेदारियां हैं इसी तरह की नौकरियों मैं रिकॉर्डर की नौकरी इसी तरह हैं मुख्य भूमिका रिकॉर्डर के नाम के रूप में दर्ज है वह निम्नलिखित चीजों को रिकॉर्ड करेगा वह पाए गए डिफेक्ट को रिकॉर्ड करेगा वह टोटल कॉस्ट किए गए समय को रिकॉर्ड करेगा और वह उस प्रयास को रिकॉर्ड करेगा जो उनके पास है इस रिव्यू के संचालन में लगाओ और रिव्यूअर की भूमिका क्या है इसलिए हम पहले ही मॉडरेटर को देख चुके हैं हमने इस रिकॉर्डर को दिखा अब हम रिव्यूअर की भूमिका को देखते है रिव्यू टीम के सदस्य सामान्य रूप से कार्य उत्पाद को रिव्यू करते हैं क्योंकि उनके नामों की रिव्यू की जाती है इसलिए ये रिव्यू टीम के सदस्य उम्मीदवार कार्य उत्पादों की रिव्यू करेंगे और वे मौजूदा डिफेक्ट के बारे में कार्य उत्पाद के लेखक को विशिष्ट सुझाव देंगे और साथ ही वे यह भी इंगित करेंगे कि कार्य उत्पाद में सुधार कैसे करें डिफेक्टस को कैसे समाप्त करेंकैसे काम उत्पादों में सुधार लाए अब देखते हैं कि रिव्यू प्रक्रिया कैसे काम करती है किसी भी कार्य उत्पाद कै रिव्यू में निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं पहले आपको नियोजन करना है फिर तैयारी और एक अवलोकन का रिव्यू करें फिर आमतौर पर बैठकों को रिव्यू करें और अंत में आपको सुझावों पर फिर से काम करना होगा और पालन करना होगा ये कदम इन गतिविधियों को एक आकृति के रूप में इस तरह रखा जा सकता है तो उम्मीदवार काम उत्पाद इनपुट पर आपूर्ति की जाएगी पहली गतिविधि योजना बना रही है आपको योजना तैयार करनी होगी नियोजन चरण में प्रोजेक्ट मैनेजर एक मॉडरेटर और एक रिकॉर्डर नियुक्त करेगा साथ ही आप रिव्यू सदस्यों की एक समिति बनाएंगे आम तौर पर 5 से 7 सदस्यों को रिव्यू टीम के रूप में चुना जाएगा फिर आउटपुट यह होगा कि रिव्यू शेडूल पर क्या सीखती है और फिर यह एक तैयारी बैठक होगी रिव्यू मॉडरेट होगा जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा नियुक्त किया जाएगा तैयारी के लिए एक संक्षिप्त बैठक बुलाएगा उसने लेखक कार्य उत्पाद या कार्य उत्पाद के लेखक द्वारा पहले कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो इस पहली संक्षिप्त बैठक में इन डाक्यूमेंट्स को वह रिव्यू टीम के सदस्यों के बीच प्रसारित करता है रिव्यू टीम के सदस्य व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्तुत कार्य उत्पाद के लिए एक रिव्यू करते हैं फिर वे जो भी आउटपुट का उल्लेख करते हैं उसे एक दस्तावेज में कहा जाता है जिसे रिव्यूअर लॉग कहते हैं फिर वास्तविक रिव्यू बैठक होती है यहाँ रिव्यूअर किस लेखक को कार्य उत्पादों पर सुझाव देते हैं तब लेखक समीक्षकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देता हैअन्य समीक्षक भी यहां भाग लेते हैं फिर सभी विवरणों का वर्णन और लेखन करते हैं और अंत में तैयार किए गए दस्तावेज़ को एक डिफेक्ट लॉग कहा जाता है और यह डिफेक्ट लॉग लेखक को सौंप दिया गया है फिर लेखक देखता है कि उठाए गए मुद्दे क्या हैं तो वह फिर से काम करेगा वह काम के उत्पाद को संशोधित करेगा वह रिव्यूअर द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित करेगा फिर वह एक रिव्यू को तैयार करेगा यह कहते हुए कि रिव्यूअर द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या हैं और उन्होंने उन सभी चीजों को कैसे संबोधित किया है फिर एक अंतिम बैठक बुलाई जाएगी रिव्यूअर जांच करेंगे वे देखेंगे कि क्या लेखक ने मुद्दों को संबोधित किया है उन्होंने कैसे सुधार किया है उन्होंने उन सुझावों को शामिल किया है जिन्हें वे जांचेंगे मध्यस्थ आखिरकार यह देखेगा कि हाँ पहले के संस्करण में अब तक मौजूद सभी डिफेक्ट को हटा दिया गया है और फिर वे समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे समरी रिपोर्ट में वे डिफेक्टस का विवरण देखेंगे समरी रिपोर्ट में उल्लिखित समय व्यतीत होगा तो इस तरह से आप इस तरह से जानते हैं कि रिव्यू प्रक्रिया मॉडल काम करता है ये रिव्यू प्रक्रिया में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ हैं और ये अंतरिम या मध्यवर्ती उत्पाद हैं और समरी ने इस रिव्यू प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद की सूचना दी इसलिए जो मैंने पहले ही कहा है यहां इन सभी चरणों की व्याख्या की गई है जैसे नियोजन और तैयारी रिव्यू बैठक पुन कार्य मैंने पहले ही डायग्राम में समझाया है उनका उल्लेख यहां किया गया है और फिर अंतिम चरण डेटा संग्रह है डेटा संग्रह में हम क्या कर रहे हैं रिव्यू बैठकों के परिणाम ठीक से दर्ज किए जाने चाहिए इसलिए क्योंकि हम मनुष्य हैं हम बाकी सब कुछ भूल सकते हैं दस्तावेज़ खो सकते हैं या वे चर्चा कर रहे हैं चर्चा के परिणाम खो सकते हैं इसलिए रिव्यू बैठक के परिणाम ठीक से दर्ज किए जाने चाहिए इतना ही नहीं रिव्यू बैठक में रिव्यूअर द्वारा आपने कितना समय व्यतीत किया है इसके बारे में डेटा भी कैप्चर करना होगा परियोजना में डिफेक्टस पर नज़र रखने के लिए डिफेक्ट डेटा का रिकॉर्ड आवश्यक है डिफेक्ट डेटा के सभी विवरण क्यों रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि परियोजना में डिफेक्टस को ट्रैक करने के लिए डिफेक्ट डेटा का रिकॉर्ड आवश्यक है तो किस सामग्री के लिए किस त्रुटि से मुक्त उत्पाद को डिफेक्ट मुक्त करें इसलिए डिफेक्ट डेटा के इस रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी यह परियोजना में डिफेक्टस को ट्रैक करने के लिए सहायक होगा तो अब देखते हैं कि रिव्यू के दौरान किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है विभिन्न रिपोर्ट जिनमें रिव्यू डेटा निम्नानुसार कैप्चर किया गया है पहले एक रिव्यू तैयारी लॉग है जिसमें डिफेक्टस के बारे में डेटा है उनके स्थान जिस बिंदु पर उनकी पहचान की गई है और वे कहाँ स्थित हैं उनकी आलोचनात्मकता वे कितनी महत्वपूर्ण हैं चाहे वे बहुत गंभीर हों या वे सामान्य जैसी चीजें हैं वे महत्वपूर्ण हैं कुल समय रिव्यू वगैरह करने में व्यतीत होता है तो रिव्यू तैयारी लॉग में उन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है तो फिर रिव्यू लॉग में डिफेक्ट होते हैं जो लेखक द्वारा सहमत हैं लेखक ने सहमति व्यक्त की है कि हाँ ये डिफेक्ट हैं और मैं उन्हें अगले संशोधन में हटा दूंगा तो रिव्यू लॉग में उन डिफेक्टस को शामिल किया जाएगा जो लेखक द्वारा सहमत हैं फिर रिव्यू समरी रिपोर्ट जैसा कि इसका नाम समरी बताता है इसलिए यह रिपोर्ट रिव्यू डेटा को सारांशित करती है और यह रिव्यू की समग्र तस्वीर का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए परिणाम रिव्यू बैठक के परिणाम का सारांश यहाँ प्रलेखित है इसमें हमारे उत्पाद में मौजूद कुल डिफेक्टस के बारे में जानकारी शामिल है और यह कितना समय बिता रहा है इस रिव्यू प्रक्रिया में कुल समय खर्च किया गया है इसलिए ये अलग अलग दस्तावेज हैं ये अलग अलग रिपोर्टें हैं जिन्हें वे रिव्यू प्रक्रिया के दौरान तैयार करते हैंहो सकता है कि रिव्यू तैयारी लॉग और रिव्यू लॉग मध्यवर्ती हो जो दस्तावेजों की रिपोर्ट या रिपोर्ट या रिव्यू समरी रिपोर्ट के रूप में अंतिम रिपोर्ट हो हमने जो मॉडल प्रस्तावित किया है वह उन गतिविधियों के अनुक्रम को पकड़ता है जिन्हें करने की आवश्यकता है और गतिविधियों के लिए इनपुट और गतिविधियों से उत्पन्न आउटपुट को भी पकड़ता है हमने दिखाया है कि इस प्रक्रिया का इनपुट क्या है कार्य उत्पाद को इनपुट किया ये मध्यवर्ती उत्पाद हैं जैसे कि रिव्यू टीम शेड्यूल रिव्यूअर लॉग डिफेक्ट लॉग यह मध्यवर्ती उत्पाद हैं और अंतिम उत्पाद है समरी रिपोर्ट ठीक है इसलिए यहां हमने यह देखा है यह रिव्यू प्रक्रिया मॉडल यह गतिविधियों के अनुक्रम को पकड़ती है 4 गतिविधियों को हमने यहाँ दिखाया है जिन्हें रिव्यू प्रक्रिया को लिए किए जाने की आवश्यकता है अब उन गतिविधियों के लिए इनपुट जो उम्मीदवार कार्य उत्पाद और गतिविधियों से उत्पादित आउटपुट है इसलिए कुछ मध्यवर्ती आउटपुट हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है और यह अंतिम आउटपुट है जो समरी रिपोर्ट है इसलिए इस व्याख्यान में हमने चर्चा की है कि किसी परियोजना के प्रगति विवरण को कैसे एकत्र किया जाए हमने पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्टिंग विधि भी बताई है हमने देखा है कि लाल एम्बर हरे रंग की विधि का उपयोग करके पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्टिंग विधि की कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है हमने यह भी प्रस्तुत किया है कि परियोजना की रिव्यू कैसे करें परियोजना रिव्यू की गतिविधियाँ क्या हैं इस परियोजना की रिव्यू के इनपुट और आउटपुट क्या हैं हमने रिव्यू तैयारी लॉग रिव्यू समरी रिपोर्ट लॉग जैसे कुछ लॉग देखे हैं जो इस रिव्यू प्रक्रिया के मध्यवर्ती आउटपुट हैं और रिव्यू समरी रिपोर्ट में रिव्यू प्रक्रिया के अंतिम आउटपुट हैं तो ये रिव्यू प्रक्रिया के आउटपुट हैं इसलिए हमने देखा है कि परियोजना का रिव्यू कैसे किया जा सकता है तो यह इस परियोजना की रिव्यू के बारे में है ये संदर्भ हैं